परिचयात्मक व्याख्यान को लपेटने के लिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि डिज़ाइन के विशिष्ट तरीके क्या हैं जो कि संरचनात्मक चिनाई से संबंधित हैं और उस संदर्भ में उन विशिष्ट कोडों की भी जांच करें जो आवश्यक हो जाते हैं खासकर भारतीय मानकों के तहत इसलिए जैसा कि आप सभी जानते होंगे कार्यकारी प्रतिबल विधि कई दशकों से और कई प्रणालियों के लिए डिजाइन का तरीका है बेशक आज हमारे देश में प्रबलित कंक्रीट डिज़ाइन और स्टील डिज़ाइन सीमांत अवस्था विधि करने के लिए चले गए हैं लेकिन चिनाई कार्यकारी प्रतिबल विधि के तहत जारी है तो विभिन्न डिजाइन विधियों की जांच करना उपयोगी है मुख्य रूप से क्योंकि दुनिया भर में अलग अलग कोड समान संरचनात्मक टाइपोलॉजी के लिए अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं जहां तक डिजाइन का संबंध है इसलिए यदि आप डिज़ाइन के परिणामों की तुलना कर रहे हैं जो कि विभिन्न कोडों का उपयोग करके संरचनात्मक प्रणाली होनी चाहिए तो आपको उस दर्शन से स्पष्ट होना होगा जहाँ तक संरचनात्मक डिज़ाइन का संबंध है एक देश से दूसरे देश में इसलिए निश्चित रूप से काम करने की तनाव विधि मानती है कि सामग्री एक रैखिक लोचदार तरीके से व्यवहार करना जारी रखती है जहां तक डिजाइन का संबंध है यह कार्य तनाव विधि की मूलभूत धारणा है अन्यथा इसे वैकल्पिक के रूप में संदर्भित किया जाता है स्वीकार्य तनाव विधि ही है इसलिए कार्यकारी प्रतिबल विधि के तहत विचार यह है कि हम काम के भार या संरचना के सेवा भार के रूप में संदर्भित भार के कारण सामग्री में प्रेरित होने वाले तनाव को सीमित करके सुरक्षा प्राप्त करते हैं तो यह मौलिक अवधारणा है यह एक सीमा है जो तनावों पर रखी जाती है जो संरचनात्मक सामग्री को काम के भार के तहत अनुभव करना चाहिए इसलिए हम सुरक्षा के एक कारक के साथ काम करते हैं जो इन तनावों से आता है जिन्हें अनुमेय तनाव या स्वीकार्य तनाव के रूप में संदर्भित किया जाता है और हम उन्हें भौतिक शक्तियों से काफी नीचे रखते हैं इसलिए आपके स्टील डिजाइन पाठ्यक्रमों और कंक्रीट डिजाइन पाठ्यक्रमों में यह कार्यकारी प्रतिबल विधि पर वापस नहीं जाने का अभ्यास हो गया है जहां तक पाठ्यक्रम के शिक्षण का संबंध है यहां यह आप में से कुछ के लिए डिजाइन की एक नई विधि हो सकती है और इसलिए यह आवश्यक है कि आप यह समझें कि हम अनुमेय तनाव या स्वीकार्य तनाव की इस अवधारणा पर काम करते हैं जो सामग्री शक्ति से काफी नीचे रखी जाती हैं और हम उन अनुपातों पर काम करते हैं इसलिए यदि आप सामग्री के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को दिलचस्पी से लेते हैं तो यह स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो हमें स्वयं मेसन असेंबली का कहता है हम जानते हैं कि भौतिक ताकत क्या है या आप यह मान सकते हैं कि आप सामग्री की ताकत विश्लेषणात्मक या प्रयोगात्मक रूप से स्थापित कर सकते हैं ज्ञात ताकत के साथ हम अनुमेय तनाव को लागू करते हैं कि संरचना को अनुभव करने की अनुमति दी जा रही है और इस अनुमेय तनाव के स्तर को कम रखा जाता है और रैखिक लोचदार सीमा के भीतर संरचना को बनाए रखने की उम्मीद की जाती है और यह कार्यकारी प्रतिबल विधि का एक महत्वपूर्ण पहलू है तो इस मामले में सुरक्षा के कारक को अनुमेय तनाव से विभाजित भौतिक शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है अनुमेय तनाव के लिए सामग्री की शक्ति का अनुपात सुरक्षा का कारक भौतिक शक्ति अनुमेय तनाव अब यदि आप एक उदाहरण के रूप में चिनाई डिजाइन लेते हैं तो आप देखेंगे कि चिनाई डिजाइन के लिए यह मान न्यूनतम 4 से ऊपर जाता है और हम कुछ दिनों में यह स्थापित करेंगे कि चिनाई के बारे में जहां तक बात है वे नंबर कैसे पैन करते हैं लेकिन जहां तक कार्यकारी प्रतिबल विधिके की बात है उसे पहचानना महत्वपूर्ण है तो यह है कि अप्रयुक्त ताकत है हालांकि यह नहीं कहा गया है कि तनाव इनैलेस्टिक रेंज में नहीं जा सकते हैं और आपके पास ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां स्ट्रेस सामग्री को इनैलास्टिक रेंज में ले जाते हैं लेकिन एक बार ऐसा होने पर हम जानते हैं कि संरचनात्मक प्रणाली में तनाव को कम करने का एक तरीका है लेकिन इस तरह की घटना इस तरह की घटना की घटना के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है तो यह पूरी तरह से तनाव के पुनर्वितरण की संभावना की उपेक्षा करता है और कार्यकारी प्रतिबल विधि की अन्य महत्वपूर्ण सीमा है यह संरचना पर लोड अभिनय के बीच अंतर नहीं करता है अनुमेय तनावों के संदर्भ में तनाव को सीमित करने की यह अवधारणा है लोड के बीच के अंतर को नहीं पहचान सकती है जो हो सकता है यह वास्तव में एक खामी है और यदि आप कार्यविधियों के विकास को देखते हैं जैसा कि आप कार्यकारी प्रतिबल विधि से ताकत डिजाइन विधियों में स्थानांतरित करते हैं जिसने 60 और 70 के दशक में लोकप्रियता हासिल की परम शक्ति डिजाइन ने इन अनुपातों को तनाव के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि बलों के दृष्टिकोण से देखना शुरू किया और सिस्टम पर ही विभिन्न बलों विभिन्न प्रकार के कार्यों के बीच अंतर करना शुरू कर दिया इसलिए लोड के आधार पर भेदभाव होने लगा इसलिए जहाँ तक कार्यकारी प्रतिबल विधि के लिए एक उदाहरण है जो जीवित और सक्रिय है भारतीय मानक आईएस 1905 हैं जो अप्रतिबंधित चिनाई और राष्ट्रीय भवन कोड एनबीसी 2016 से संबंधित है जहाँ प्रबलित चिनाई डिजाइन को संबोधित किया गया है अंतिम शक्ति डिजाइन जो कार्यकारी प्रतिबल विधि के बाद एक विकास है इसे लोड फैक्टर विधि के रूप में भी जाना जाता है इस लोड फैक्टर विधि में एक है अंतर्निहित समझ कि सामग्री का तनाव तनाव वक्र वास्तव में गैर रैखिक है और डिजाइन में हम एक गैर रैखिक तनाव तनाव वक्र को अपनाते हैं तो की मान्यता है तथ्य यह है कि व्यवहार में है रैखिक लोचदार सीमा से परे चला जाता है और विभिन्न भारों के लिए हम लोड फैक्टर की स्थापना करते हैं तो परम में लोड कारक शक्ति डिजाइन को एक काम के भार के लिए अंतिम भार के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है भार कारक अंतिम भार कार्य भार जब आप इस तरह की डिज़ाइन कार्यप्रणाली अपनाते हैं तो आपको अंतिम भार पर संतोषजनक प्रदर्शन मिलता है आपको संतोषजनक शक्ति व्यवहार मिलता है अंतिम भार पर शक्ति प्रदर्शन होता है हालांकि इस दृष्टिकोण की कमी अंतिम शक्ति डिजाइन मुख्य रूप से यह तथ्य है कि सेवा शर्तों पर आप वास्तव में यह स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं कि आपके पास सुरक्षा है या नहीं तो यह वास्तविकता में एक क्षणभंगुर चरण था अंतिम शक्ति डिजाइन अंतिम शक्ति डिजाइन दृष्टिकोण का एक हिस्सा अगले चरण में जाता है जो सीमांत अवस्था विधि और उदाहरण के लिए क्षणभंगुर कोड है चिनाई के डिजाइन के लिए न्यूजीलैंड मानक का 1984 संस्करण अंतिम शक्ति डिजाइन में ही स्थानांतरित हो गया हालाँकि मैं दोहराता हूं कि यह एक क्षणभंगुर चरण था जब आप सामग्री के गैर रैखिक व्यवहार पर विचार कर रहे थे तब परम स्थिति में सेवा की स्थिति के साथ समस्याएँ थीं अंतिम स्थिति में संरचनात्मक सामग्री और सुरक्षा का ख्याल रखना तो पूरी अवधारणा एक सीमा राज्य के विचार के चारों ओर घूमती है और एक सीमांत अवस्था वास्तव में आसन्न विफलता की स्थिति है अब आप विभिन्न सीमा राज्यों को परिभाषित कर सकते हैं यह अंतिम स्थितियों में हो सकता है यह किसी भी अन्य प्रारंभिक स्थितियों में हो सकता है जिसे आप सीमा स्थिति को परिभाषित करना चाहते हैं और इस विशेष दृष्टिकोण में विभिन्न सुरक्षा कारकों को परिभाषित करना संभव है सुरक्षा कारकों का एक सेट और आज डिजाइन में विश्वसनीयता लाने वाले सुरक्षा कारकों की परिभाषा के लिए एक संभाव्य आधार अपनाया जाता है तो आपके पास सीमांत अवस्था स्थिति है जहां आप अंतिम भार पर सुरक्षा पर काम कर रहे हैं और चूंकि पिछले तरीकों ने विशेष रूप से सेवाक्षमता की स्थितियों को नहीं देखा था काम के तनाव दृष्टिकोण केवल सेवा भार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और परम शक्ति डिजाइन केवल परम भार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं आप दोनों में कमियां थीं तो सीमांत अवस्था विधि वास्तव में सीमा राज्य में अंतिम सीमा राज्य में और सेवाक्षमता सीमा राज्य में सुरक्षा कारकों को परिभाषित करती है इसलिए यदि आप इस संभाव्य ढांचे के भीतर क्या हो रहा है इसकी जांच करने के लिए यह सुनिश्चित करना है कि संरचनात्मक सामग्री और भार के वितरण को महत्वपूर्ण रूप से अलग रखा जाए इसलिए यदि आप उस सामर्थ्य के घनत्व के कार्य को देख रहे हैं जिसका उपयोग आप कर रहे हैं तो सामग्री की ताकत और भार का प्रतिरोध आपके पास एक सामान्य वितरण है जो सामग्री की ताकत को परिभाषित कर सकता है और अपेक्षित भार को परिभाषित कर सकता है अब आप परिभाषित कर सकते हैं कि सामग्री की एक नाममात्र ताकत क्या है जो कि मूल्य आरएन है जिसे यहां आरएन के रूप में निरूपित किया गया है यह सामग्री का नाममात्र प्रतिरोध और लोड की एक मामूली अपेक्षित परिभाषा है और हम नाममात्र लोड पर कारकों का उपयोग करते हैं नाममात्र लोड प्रभाव क्योंकि हम झुकने वाले क्षणों को देख रहे हैं हम अक्षीय बलों या कतरनी बलों और फैक्टरेड प्रतिरोध को देख रहे हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फैक्टरेड लोड और फैक्टरेड प्रतिरोध की तुलना करते हैं इस मामले में हम वास्तव में अंतिम स्थिति को देख रहे हैं तो कारकों का उपयोग किया जाता है एक लोड कारक का उपयोग किया जाता है एक प्रतिरोध कारक का उपयोग किया जाता है और फिर जैसा कि आप देखते हैं हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि फैक्टरेड लोड और फैक्टर प्रतिरोध के बीच डिजाइन द्वारा आवश्यक पर्याप्त अंतर है और इसलिए डिजाइन यह सुनिश्चित करने का एक तरीका बन जाता है कि डिज़ाइन का प्रतिरोध डिज़ाइन लोड प्रभाव से अधिक या उसके बराबर हो यह परम सीमा राज्य में डिजाइन का आधार है और यह आंशिक सुरक्षा कारकों के उपयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है आप संरचनात्मक सामग्री और लोड दोनों पर आंशिक सुरक्षा कारक लागू करते हैं तो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भार को पंप किया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए ताकत कम कर दी जाती है कि आपके पास पर्याप्त सुरक्षा है और डिज़ाइन प्रतिरोध और डिज़ाइन लोड प्रभाव के बीच एक मार्जिन सुनिश्चित है बेशक सेवाक्षमता सीमांत अवस्था का दूसरा पहलू है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है और इस तरह की स्थिति में हम वास्तव में जो देख रहे हैं वह है उदाहरण के लिए सेवाक्षमता की स्थिति विस्थापन है इसलिए सेवा स्तर पर रखी जाने वाली अनुमति के विस्थापन को एक स्तर पर रखा जाता है जैसे कि आप कार्यात्मक स्थितियों को संतुष्ट करते हैं उदाहरण के लिए इस पैरामीटर की जाँच के भीतर इस बात का ध्यान रखा जा सकता है कि हम सर्विसबिलिटी के स्तर पर क्या करते हैं जैसा कि मैंने कहा दुनिया भर में कुछ कोड हैं जहां तक चिनाई का संबंध है जो सीमा राज्य डिजाइन में स्थानांतरित हो गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के टीएमएस 402 कनाडाई मानकों यूरोकोड EN में यूरोपीय मानदंड संख्या 6 1996 के लिए खड़ा है और न्यूजीलैंड कोड 4230 में चिनाई मानकों द्वारा परिभाषित कोड हैं और न्यूजीलैंड के कोड 4230 ऐसे मानक हैं जो स्थानांतरित हो गए हैं चिनाई के लिए सीमित राज्य डिजाइन दृष्टिकोण में इसलिए यह समग्र ढांचा है जहां तक विश्लेषण और डिजाइन का संबंध है भारतीय कोड के संबंध में सीमांत अवस्था विधि की जांच करने के लिए कार्यकारी प्रतिबल विधि दृष्टिकोणों को देखना शिक्षाप्रद होगा जहां तक भारत में चिनाई मानकों का संबंध है जो आपके सामने यहां प्रस्तुत किया गया है वह संपूर्ण सूची नहीं है कई और छोटे कोड हैं जो रुचि के हैं हालांकि मैं कोड के तीन अलग अलग बास्केट को वर्गीकृत करता हूं पहला जो संरचनात्मक डिजाइन और दो महत्वपूर्ण कोड और कोड टिप्पणी है कि संरचनात्मक डिजाइन के साथ संबंधित है पहला राष्ट्रीय भवन कोड है एक खंड है जो मात्रा 1 में चिनाई के संरचनात्मक डिजाइन से संबंधित है भाग 6 धारा 4 विशेष रूप से चिनाई के संरचनात्मक डिजाइन से संबंधित है और यह वह है जिसने प्रबलित चिनाई पर एक खंड पेश किया है तो यह वास्तव में प्रबलित चिनाई डिजाइन के लिए एक परिचय है क्योंकि हमारे पास एक कोड नहीं है जो विशेष रूप से प्रबलित चिनाई डिजाइन से संबंधित है तो यह कुछ ऐसा है जिसे हमें निकट भविष्य में देखना चाहिए हालाँकि जो अन्य कोड अस्तित्व में रहा है और संरचनात्मक उद्देश्यों के लिए अपरिवर्तित चिनाई के डिजाइन को नियंत्रित करता है वह है 1905 तो जैसा कि मैंने कहा इसमें ऐसे पहलू होंगे जो अब राष्ट्रीय भवन कोड के साथ संघर्ष में हैं जिनकी भारत में आवश्यकता है न्यूनतम इस्पात सुदृढीकरण के साथ डिजाइन किया जाना चाहिए चिनाई डिजाइन और कंस्ट्रक्शन एसपी 20 पर एक हैंडबुक है एक विशेष प्रकाशन जो इस बात पर टिप्पणी करता है कि संरचनात्मक उद्देश्यों के लिए कैसे अप्रस्तुत चिनाई का उपयोग किया जा सकता है तो SP 20 IS 1905 पर एक हैंडबुक है जहां तक चिनाई वाली सामग्रियों का संबंध है आपके पास कोडों का एक पूरा स्पेक्ट्रम है विभिन्न प्रकार की इकाइयां शामिल हैं और फिर आपके पास अलग अलग मोर्टार हैं जिन्हें संबोधित करना होगा इसलिए मैं आपको कुछ कोड केवल स्वाद के प्रकार के रूप में दे रहा हूं जो आपके पास चिनाई सामग्री के लिए है जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टोन चिनाई के लिए कोड हैं पत्थर की चिनाई मलबे के पत्थर की चिनाई राख की चिनाई के लिए अभ्यास का कोड जो एक अधिक औपचारिक पत्थर की चिनाई खोखले कंक्रीट ब्लॉक चिनाई खोखले और ठोस कंक्रीट ब्लॉक चिनाई निर्माण के तरीके हैं जो पिछले कोड के नए संस्करण ऑटोकैलेव्ड सेलुलर कंक्रीट ब्लॉक हैं और हल्के कंक्रीट ब्लॉक तो इस श्रेणी में कई और हैं तीसरी श्रेणी जिसे मैं देखना चाहता हूं वह है भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन और निर्माण कोड जो भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन और चिनाई के लिए निर्माण को नियंत्रित करते हैं तो यहाँ निश्चित रूप से मौलिक कोड जो भूकंप कार्यों के तहत खुद को भार को परिभाषित करता है IS 1893 भाग 1 2016 जहां आपके पास संरचनाओं के डिजाइन भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन के लिए सामान्य प्रावधान हैं आपको इस कोड से डिजाइन भूकंपीय डिजाइन के लिए भार और समग्र दृष्टिकोण को परिभाषित करना होगा जहां तक डिजाइन का सवाल है वास्तविक डिजाइन और निर्माण का संबंध है इस तरह के निर्माणों को निष्पादित करने में विशिष्ट विवरण के लिए आपको आईएस 4326 संस्करण 2013 को देखना होगा इसलिए हम प्राचीन और आधुनिक समय में संरचनात्मक चिनाई पर परिचयात्मक भाग को समाप्त करते हैं और कोडल रूपरेखा जो आज तक मौजूद है जहां तक चिनाई का संबंध है